कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग के कुछ डेमो को देखेंगे हम सॉकेट प्रोग्रामिंग का विस्तार में अध्ययन करेंगे और हम यह भी देखेंगे कि यह सॉकेट प्रोग्रामिंग की मदद से आप प्रोटोकोल स्टैक में ट्रांसपोर्ट लेयर को कैसे एक्सेस करते हैं एक कंप्यूटर से या एक कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफर करने के लिए आप नेटवर्क प्रोटोकोल स्टैक के ऊपर आप अपना स्वयं का एप्लीकेशन कैसे रन कर सकते हैं आइए सॉकेट प्रोग्रामिंग में हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं जैसा कि हमने पहले देखा है या हमने पहले चर्चा की है कि यह संपूर्ण नेटवर्क प्रोटोकोल स्टैक ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल में इंप्लीमेंट होता है सामान्य तौर पर टीसीपी आईपी प्रोटोकोल स्टैक में हमारे पास 5 लेयर्स होते हैं जिसकी हमने चर्चा की है इन 5 लेयर्स इसमें फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर का कुछ भाग हार्डवेयर में स्टोर किए जाते हैं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 इस प्रोटोकोल स्टैक को एक्सेस करने के लिए यूजर स्पेस से आप कई एप्लीकेशन राइट कर सकते हैं डाटा सेंड करने के लिए एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर से इंटरेक्ट करता है और यह हमने पहले भी सीखा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास मुख्यतः दो प्रोटोकॉल्स हैं जिनमें एक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकोल या टीसीपी और दूसरा है यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल या यूडीपी तो आज हम इस पूरे कर्नल स्पेस को देखेंगे जैसा कि आप यहां स्लाइड में देख सकते हैं यहां हमारे पास प्रोटोकोल स्टैक के विभिन्न लेयर्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर का एक हिस्सा यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल में पहले ही इंप्लीमेंट किए गए हैं अब आप देखेंगे कि सॉकेट प्रोग्रामिंग की सहायता से आप कर्नल स्पेस में इंप्लीमेंट किए गए प्रोटोकोल स्टैक और यूजर स्पेस के बीच में इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं इसमें दिलचस्प बात यह है कि हम यह देखते हैं कि जब भी आप यूजर स्पेस में कोई एप्लीकेशन या नेटवर्क एप्लीकेशन राइट करते हैं तो आपको कर्नल में उपलब्ध कुछ निश्चित फंक्शनैलिटी का प्रयोग करना होता है यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस के बीच में आपको एक इंटरफेसिंग की आवश्यकता होती है कृपया ध्यान रखिए यहां हम यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस तक इंटरेक्शन ए पी आई के समूह यानी सेट ऑफ एपीआई के द्वारा होगा जिन्हें हम सिस्टम कॉल कहते हैं यह सिस्टम कॉल कर्नल ऑपरेशन से संबंधित यूजर रिक्वायरमेंट को कर्नल को ट्रांसफर करता है और फिर लिनक्स या यूनिक्स कर्नल में ऑपरेशंस परफॉर्म करता है अब इस पूरे प्रोटोकोल स्टैक जो कि कर्नल में इंप्लीमेंट किया गया है इसको देखे तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम कॉल की सहायता से नेटवर्क प्रोटोकोल स्टैक के साथ इंटरेक्शन करेंगे अगर आप इससे आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यह दिलचस्प प्वाइंटर आपके लिए है जहां आप यूनिक्स कर्नल में संपूर्ण प्रोटोकोल स्टैक इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं अगर आप यूनिक्स कर्नल सोर्स डाउनलोड करते हैं तो इस यूनिक्स कर्नल सोर्स में आप यूजर्स सोर्स लिनक्स नेट के अंदर नेट मॉड्यूल चेक कर सकते हैं और फिर कर्नल प्रोटोकोल स्टैक का संपूर्ण इंप्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं यह आपने पहले ही सीखा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी आईपी प्रोटोकोल स्टैक यह एप्लीकेशन लेयर मल्टीप्लेक्सिंग करता है आप विभिन्न डिवाइसेज में मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकते हैं अगर आपके पास एक ब्राउजिंग है या एचटीटीपी एप्लीकेशन है यह टीसीपी को रन करेगा अगर आपके पास फाइल ट्रांसफर या एफटीपी जैसा कोई एप्लीकेशन है तो यह भी टीसीपी को रन करेगा अगर आपके पास वीओ आई पी जैसा कोई एप्लीकेशन हो तो यह यूडीपी का प्रयोग कर सकता है प्रोटोकोल स्टैक के ये सभी विभिन्न ट्रांसपोर्ट लेयर इंस्टेंसस आई पी लेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं जब भी आप दो डिवाइसेज के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आईपी लेयर में परिवर्तन होता है और जब भी प्रोटोकोल स्टैक के नेटवर्क लेयर या आईपी लेयर के ऊपर आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं तो यह विभिन्न प्रोटोकॉल्स की सहायता से मल्टीप्लेक्स किए जाते हैं आईपी लेयर पर दो डिवाइसेज के बीच फर्क करने के लिए हम आईपी ऐड्रेस का प्रयोग करते हैं आने वाली कक्षाओं में जब हम आईपी ऐड्रेस की चर्चा करेंगे तब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आप आईपी ऐड्रेस को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं अभी के लिए इतना समझ समझ लीजिए कि डिवाइसेज आईपी एड्रेस के आधार पर अलग किए जाते हैं और फिर एप्लीकेशन साइड पर हमारे पास यह पोर्ट नंबर्स हैं जो वस्तुतः आपको एप्लीकेशन लेयर मल्टीप्लेक्सिंग करने में सहायता करते हैं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 तो उस दौरान डिवाइस A डिवाइस B के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जहां डिवाइस B जो कि 203122343 आईपी एड्रेस के मशीन पर है और जिसके पोर्ट 8080 पर आपका एचटीटीपी सर्वर रन कर रहा है तो उसी प्रकार से डिवाइस A या डिवाइस B पर जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे हो वो पोर्ट नंबर की सहायता से अलग अलग किए जा सकते हैं और याद रखिए कि जब भी हम यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में इस प्रकार के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मूलतः हम इन्हें एक प्रोसेस के रूप में रखते हैं तो ऐसे मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो कि विभिन्न मशीन में रन कर रहे हैं और ये प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उस दौरान हम प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन को प्रोटोकॉल स्टैक के ट्रांसपोर्ट लेयर की सहायता से सुनिश्चित करते हैं इस आईपी ऐड्रेस की सहायता से प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन को अचीव किया जाता है और यह आईपी ऐड्रेस नेटवर्क में मशीन को अद्वितीय तौर पर आईडेंटिफाई करने के लिए आई पी लेयर पर होता है मशीन में कई प्रोसेसेस रन कर रहे हैं जो कि विभिन्न प्रोटोकॉल्स का प्रयोग कर सकते हैं इनमें से कुछ प्रोसेसेस हैं जो टीसीपी प्रोटोकोल का प्रयोग कर सकते हैं और कुछ प्रोसेसेस यूडीपी प्रोटोकोल का प्रयोग कर सकते हैं पोर्ट नंबर की सहायता से अलग अलग किए जाते हैं आइए देखते हैं कि यह सॉकेट क्या है सॉकेट मूलतः एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में लॉजिकल कनेक्शन है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 यह आप देख सकते हैं यह रेड सॉकेट जो दो एप्लीकेशंस के बीच में लॉजिकल पाइप बना रहा है रेड सॉकेट जिन दो एप्लीकेशंस के बीच में लॉजिकल पाइप बना रहा है उनमें से एक एप्लीकेशन 202141812 आईपी एड्रेस के मशीन के पोर्ट नंबर 8081 पर रन कर रहा है तथा दूसरा एप्लीकेशन 203122343 आईपी एड्रेस के मशीन के पोर्ट नंबर 8080 पर रन कर रहा है इस प्रकार से हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पर ऐसे कई लॉजिकल पाइप हो सकते हैं जिन्हें हम सॉकेट कहते हैं इंटरनेट पर डाटा सेंड करने का मतलब है इन लॉजिकल पाइप्स पर डाटा सेंड करना ये लॉजिकल पाइप्स जिन्हें हम सॉकेट कह रहे हैं ये एक मशीन से दूसरे मशीन या बेहतर तौर पर कह सकते हैं एक प्रोसेस जो एक मशीन पर रन कर रहा है से दूसरे प्रोसेस जो किसी दूसरे मशीन पर रन कर रहा है के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए मूलतः टीसीपी में एंड टू एंड कनेक्शन या यू डीपी में एंड टू एंड डाटा ट्रांसमिशन सीमेंटीक्स क्रिएट करते हैं आइए देखें यूनिक बेस्ड सिस्टम में हम सॉकेट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके लिए हम सॉकेट प्रोग्रामिंग की संकल्पना का प्रयोग करते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क में हमारे पास सेट ऑफ सिस्टम कॉल्स होता है जिसे हम सी प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करते हैं यह सिस्टम कॉल हमें टीसीपी आईपी प्रोटोकोल स्टैक से सर्विस लेने में सहायता करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकोल स्टैक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के लेट मॉड्यूल में इंप्लीमेंट होता है आइए देखें यह काम कैसे करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर हम क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं जहां हमारे पास एक सर्वर है हमारे पास एक सर्वर है और जहां सरवर ने एक पोर्ट ओपन किया है और साथ ही यह घोषणा करता है कि मैं इस पोर्ट पर लिसन कर रहा हूं तथा क्लाइंट्स को पोर्ट के साथ कनेक्शन बनाने की आवश्यकता है अब देखिए इस स्थिति में सर्वर वस्तुतः काम कैसे करता है सर्वर में सबसे पहले आपको एक सॉकेट सिस्टम कॉल Server बनाने की आवश्यकता है यह सॉकेट सिस्टम कॉल यह लॉजिकल पाइप की ओपनिंग सर्वर साइड पर क्रिएट करता है और यह सॉकेट को टीसीपी आईपी प्रोटोकोल स्टैक के साथ बाइंड करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकोल स्टैक के साथ सॉकेट को बाइंड करने के लिए आपको बाइंड bind फंक्शन को कॉल करना होता है यह बाइंड फंक्शन क्या करता है जो पोर्ट नंबर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं उस पोर्ट नंबर को यह बाइंड फंक्शन सॉकेट के साथ बाइंड करता है ताकि यह सर्वर साइड पर कनेक्शन का लॉजिकल एंड एंडक्रिएट कर सके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 ये बाइंड सिस्टम कॉल वस्तुतः पोर्ट को संबंधित सॉकेट के साथ बाइंड करता है और यह लिसन सिस्टम कॉल आपको सर्वर को लिसनिंग स्टेट में बनाने में मदद करता है अब सर्वर पोर्ट 8080 को बाइंड करता है और इनकमिंग कनेक्शन के लिए लिसन कर रहा है आइए अब क्लाइंट साइड को देखते हैं क्लाइंट साइड पर आपके पास सॉकेट सिस्टम कॉल है यह सॉफ्टवेयर सिस्टम कॉल लॉजिकल पाइप का क्लाइंट साइड क्रिएट करता है इसके बाद क्लाइंट साइड पर आपको बाइंड या लिसन की आवश्यकता नहीं होती आप यहां पर सर्वर और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन की प्रकृति को समझने की कोशिश कीजिए सर्वर यहां घोषणा कर रहा है कि मैं पोर्ट नंबर 8080 पर लिसन कर रहा हूं और अगर कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहता है तो आप मुझसे सीधे तौर पर पोर्ट नंबर 8080 पर कनेक्ट सकते हैं क्लाइंट को यह जानने की आवश्यकता नहीं क्योंकि क्लाइंट वस्तुतः सर्वर के साथ कनेक्शन शुरू कर रहा है चूकि क्लाइंट ने सर्वर के साथ कनेक्शन की पहल की है तो क्लाइंट को इस प्रकार की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है जिस पोर्ट के लिए सर्वर ने घोषणा की है उस पोर्ट के साथ क्लाइंट सिर्फ कनेक्शन की पहल कर सकता है और यही कारण है कि आपको क्लाइंट साइड पर बाइंड और लिसन सिस्टम कॉल की आवश्यकता नहीं होती सर्वर साइड पर आपको बाइंड और लिसन सिस्टम कॉल की आवश्यकता होती है ताकि सर्वर पोर्ट के साथ स्वयं को बाइंड कर सके और पोर्ट को फिक्स कर सके इसके बाद सर्वर फिक्स पोर्ट के साथ अन्य के लिए यह घोषणा कर सकता है कि कोई भी सॉकेट क्रिएट करके इस पोर्ट के साथ कनेक्ट हो सकता है क्लाइंट साइड पर जब आप एंड ऑफ द सॉकेट क्रिएट कर लेते हैं तो इसके बाद क्लाइंट साइड से पोर्ट के साथ कनेक्शन की पहल करने के लिए आप कनेक्ट कॉल शुरू करते हैं जिस पोर्ट के लिए सर्वर ने घोषणा की है यह वस्तुतः ज्ञात तथ्य है जैसे मान लीजिए आप यह जानते हैं कि आप एक एचटीटीपी सर्वर रन कर रहे हैं और आप पोर्ट 8080 या कोई और पोर्ट रन कर रहे हैं जिसकी घोषणा सर्वर के द्वारा की गई है तो क्लाइंट पहले से ही यह जानता है कि आईपी एड्रेस और पोर्ट क्या है जहां सर्वर रन कर रहा है और तब क्लाइंट कनेक्ट कॉल की पहल करता है और यह कनेक्ट कॉल सर्वर के साथ कनेक्शन बनाता है जब सर्वर यह कनेक्शन प्राप्त करता है तब सर्वर एक्सेप्ट accept कॉल मेक करता है टीसीपी इस प्रकार के प्रोटोकॉल की स्थिति में अगर हम कनेक्ट और एक्सेप्ट को देखें तो इसमें आपके पास टीसीपी थ्री वे हैंड शेकिंग प्रोसीजर है जिसकी चर्चा हमने पहले की है क्लाइंट सिन पैकेट सेंड कर कनेक्शन की पहल करता है जिसे सर्वर एक्सेप्ट कर एक्नॉलेजमेंट रिटर्न करता है साथ ही अन्य सिन क्लाइंट को सेंड कर क्लाइंट के साथ कनेक्शन की पहल करता है इस प्रकार यहां पर सर्वर से क्लाइंट के लिए हमारे पास SYN और ACK है और इसके बाद अंततः क्लाइंट सर्वर को एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है इस प्रकार आप देखिए यह टीसीपी में थ्री वे हैंड शेकिंग है जो तब क्रियान्वित होता है जब आप टीसीपी में कनेक्शन के लिए क्लाइंट साइड पर यह कनेक्ट सिस्टम कॉल और सर्वर साइड पर एक्सेप्ट सिस्टम कॉलमेक कर रहे हैं अब एक बार जब यह कनेक्शन इस्टैबलिश्ड हो गया तो इसके बाद आप डाटा सेंड एवं रिसीव करने के लिए सेंड send और रिसीव receive सिस्टम कॉल मेक कर सकते हैं जब भी आप सेंड कॉल मेक कर रहे हैं तो यह डाटा सेंड कर रहा है और दूसरे एंड पर आप रिसीव receive सिस्टम कॉल मेक करके डाटा रिसीव कर सकते हैं या यह भी संभव है कि सर्वर से क्लाइंट को डाटा सेंड करने के लिए आप सर्वर साइड पर सेंड send कॉल मेक कर सकते हैं तो इस स्थिति में इस रिसीव सिस्टम कॉल से क्लाइंट डाटा एक्सेप्ट करता है तो एक बार जब यह डाटा कम्युनिकेशन पूरा हो जाए तब आप अंततः संबंधित कनेक्शन को समाप्त करने के लिए क्लोज Close सिस्टम कॉल को मेक करते हैं इस प्रकार सॉकेट प्रोग्रामिंग का यह पूरा फ्लो काम करता है आइए अब देखते हैं कि आप सी सिंटेक्स के फॉर्मेट में वस्तुतः सिस्टम कॉल को राइट कैसे करेंगे हम एक अलग प्रकार के सॉकेट के साथ शुरुआत करेंगे जिसकी चर्चा हमने काफी पहले की थी कि इंटरनेट रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के बीच एक ट्रेडऑफ है और यही कारण है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारे पास दो भिन्न प्रोटोकॉल हैं जिनमें पहला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकोल यानी टीसीपी और दूसरा है यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल यानी यूडीपी कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जैसे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जिनमें उच्च गुणवत्ता वाले परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है तथा कुछ ऐसे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनमें रिलायबिलिटी की आवश्यकता होती है जैसे फाइल ट्रांसफर तदनुसार हमारे पास दो सर्विसेज हैं यानी रिलायबल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या टीसीपी की श्रेणी का प्रोटोकॉल और अनरिलायबल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जिसका उदाहरण है यूडीपी प्रोटोकोल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 यह निश्चित तौर पर टीसीपी की श्रेणी का सॉकेट है वहीं दूसरी तरफ हमारे पास यूडीपी बेस्ड सॉकेट है जो कि अनरिलायबल और कनेक्शनलेस है जिसे हम डाटा ग्राम सॉकेट कहते हैं जिसे इस प्रकार SOCK DGRAM लिखा जाता है इस प्रकार से हमारे पास दो वृहत श्रेणी के सॉकेट्स हैं स्ट्रीम सॉकेट और डाटा ग्राम सॉकेट इसके अलावा हमारे पास एक तीसरे प्रकार का भी सॉकेट है जिसे हम कहते हैं रॉ सॉकेट इस रॉ सॉकेट के प्रयोग से आप ट्रांसपोर्ट लेयर को बाईपास कर सकते हैं और सीधे तौर पर आप आई लेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं यहां पर हम इस तीसरी श्रेणी के रॉ सॉकेट की विस्तार में चर्चा नहीं करने जा रहे हैं मैं आपको यहां पर स्ट्रीम सॉकेट और डाटा ग्राम 100 फीट का ओवरव्यू दूंगा अब देखिए जब भी आप एक सॉकेट डिक्लेअर कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप यहां पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें पहला है इनटीजर एस यह एक इनटीजर वेरिएबल है जो सॉकेट आईडी को होल्ड करता है जिसे आप डिफाइन करने जा रहे हैं यह सॉकेट सिस्टम कॉल इसमें 3 पैरामीटर्स है इसमें पहला है डोमेन दूसरा है टाइप और तीसरा है प्रोटोकॉल यानी यह सिस्टम कॉल से एक सॉकेट क्रिएट करता है इस डोमेन पैरामीटर को देखिए यह कम्युनिकेशन डोमेन है आमतौर पर हम IPv4 प्रोटोकॉल या IPV4 एड्रेस का प्रयोग करते हैं तो यहां हम डोमेन का मान AF NET सेट करते हैं जो अभी के लिए स्टैंडर्ड है और ज्यादातर समय के लिए आप AF NET प्रयोग करेंगे मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप जाकर देखें की डोमेन फील्ड में और क्या संभावनाएं हैं इसके बाद इसमें टाइप फील्ड है जो यह बताता है कि सॉकेट किस प्रकार का है या सॉकेट सॉक स्क्रीम SOCK Stream है या सॉक डाटा ग्राम जिसके आधार पर आप टीसीपी सॉकेट या यूडीपी सॉकेट क्रिएट करने जा रहे हैं और अंत में यह देखिए यह प्रोटोकॉल है जो यह स्पेसिफाई करता है कि हम किस फैमिली के प्रोटोकॉल का प्रयोग करने जा रहे हैं आमतौर पर यह 0 पर सेट होता है मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे एक्सप्लोर करें कि अधिकतर प्रोटोकॉल फील्ड मान हम 0 सेट क्यों करते हैं एक बार सॉकेट सिस्टम कॉल पूरा हो गया तो इसका मतलब है आपने सॉकेट क्रिएट कर लिया है सर्वर साइड पर आपको एक खास सॉकेट से पोर्ट को बाइंड करने के लिए जो अगला कॉल क्रिएट करना है वह है बाइंड कॉल यह बाइंड सिस्टम कॉल इस प्रकार काम करता है कि यह स्टेटस रिटर्न करता है कि सफल रहा या नहीं इसका स्टेटस आप एक इनटीजर के रूप में रख सकते हैं बाइंड में 3 पैरामीटर्स होते हैं जिनमें पहला है सॉकेट आई डी सॉकेट आईडी सॉकेट सिस्टम कॉल के द्वारा रिटर्न किया जाता है यह यहां आप देख सकते हैं यह सॉकेट आईडी का वैल्यू एस है जिसे रिटर्न किया गया है और आप इसे यहां पुट कर सकते हैं अब यह सॉकेट एड्रेस पोर्ट वेरिएबल से बाइंड किया गया है जो कि एक स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट सॉक एडीडीआर इन struct sockaddr IN है इस स्ट्रक्चर में आईपी एड्रेस और मशीन का पोर्ट नंबर है आमतौर पर लोकल ऐड्रेस को चुनने के लिए यह इनएडीडीआर एनी INADDRS ANY पर सेट किया जाता है अगर आप इससे इनएडीडीआर एनी INADDRS ANY के रूप में रन करते हैं तो यह उस आईपी ऐड्रेस को चुनता है जो आपके मशीन के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है इसके बाद अब आप देख सकते हैं यह साइज है साइज इस सॉक एडीडीआर स्ट्रक्चर के एड्रेस का साइज है यह सॉक एडीडीआर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है जो कि वस्तुतः आईपी एड्रेस और संबंधित पोर्ट नंबर को स्टोर करता है इसमें 3 फील्ड्स होते हैं पहला है सिन फैमिली sin family यह एड्रेस फैमिली है इस एड्रेस फैमिली को हम IPv4 प्रोटोकॉल के लिए एएफ आईनेट AF NET रखते हैं जिसका प्रयोग हम करने जा रहे हैं आने वाली कक्षा में जब हम आईपी ऐड्रेसिंग स्कीम की बात करेंगे तब IPv4 की संकल्पना की चर्चा हम करेंगे सामान्यत आज के समय के नेटवर्क में अधिकतर हम IPv4 एड्रेस का प्रयोग करते हैं एड्रेस फैमिली सामान्य तौर पर एएफ आईनेट AF NET पर सेट करते हैं इसका दूसरा फील्ड है सॉकेट इन एड्रेस डॉट एस एडीडीआरsin addrs addr यह सोर्स एड्रेस है मशीन जहां मैं कोड रन कर रहा हूं उस मशीन के लोकल ऐड्रेस को चुनने के लिए सोर्स एड्रेस को हम INADDR ANY रखते हैं और यह मैंने पहले भी बताया है इसके बाद हमारे पास वेरिएबल में तीसरा फील्ड पोर्ट नंबर है यानी सिन पोर्ट sin port है अब इसमें एक दिलचस्प तथ्य यह है कि होस्ट बाइट ऑर्डर को नेटवर्क बाइट ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एच टू एनएस फंक्शन की आवश्यकता है आइए जल्दी से देखते हैं कि यह होस्ट बाइट ऑर्डर और नेटवर्क बाइट ऑर्डर क्या है कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर दो प्रकार का हो सकता है या तो यह लिटिल इंडियन सिस्टम की तरह होगा या फिर बिग इंडियन सिस्टम लिटिल इंडियन सिस्टम और बिग इंडियन सिस्टम में अंतर कुछ इस प्रकार है यह ऐसा है कि मान लीजिए आप मेमोरी में कुछ डाटा स्टोर कर रहे हैं लिटिल इंडियन सिस्टम में आप डाटा दाहिनी से बाय दिशा में स्टोर करेंगे तो यह 0D को पहले स्टोर करेगा और इसके बाद यह 0C को स्टोर करेगा फिर 0B को स्टोर करेगा और अंततः 0A को स्टोर करेगा जबकि बिग इंडियन सिस्टम में इसका विपरीत होता है इसमें यह क्रिया बाएं से दाएं दिशा में होती है एक रजिस्टर में अगर आपका डाटा कुछ इस प्रकार से है तो मेमोरी में यह सबसे पहले 0A स्टोर करेगा और इसके बाद यह 0B को स्टोर करेगा फिर 0C को स्टोर करेगा और अंततः 0D को स्टोर करेगा इस प्रकार यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मशीन लिटिल इंडियन प्लेटफार्म को फॉलो कर रहा है या बिग इंडियन प्लेटफार्म को मेमोरी में डाटा का रिप्रेजेंटेशन बदल सकता है लिटिल इंडियन से बिग इंडियन सिस्टम कम्युनिकेशन की कल्पना कीजिए अगर आप लिटिल इंडियन सिस्टम से डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप बाइट स्ट्रीम Byte stream के फॉर्म में यानी बाइट सीक्वेंस के रूप में को डाटा ट्रांसफर करेंगे तो संभवत सबसे पहले आप 0D इसके बाद 0C फिर 0B और फिर 0A सेंड करेंगे बिग इंडियन सिस्टम में जब भी यह 0D प्राप्त करेगा तो यह 0D को पहले पुट करेगा इसके बाद 0C को पुट करेगा और इस प्रकार यह प्रक्रिया होगी जब यह इंटरप्रेट करेगा यह नंबर को विपरीत दिशा में इंटरप्रेट करेगा इस प्रक्रिया के तहत जब भी आप सिस्टम को डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहां पर एक प्रकार की इनकंसिस्टेंसी हो सकती है यही कारण है कि हम होस्ट बाइट ऑर्डर से नेटवर्क बाइट ऑर्डर की संकल्पना का प्रयोग करते हैं कहने का मतलब यह है कि होस्ट लिटिल इंडियन या बिग इंडियन हो सकता है इनमें एक प्रकार का बाइट ऑर्डर होता है नेटवर्क के आज फिक्स्ड बाइट ऑर्डर है तो नेटवर्क पर जब भी आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप इसे होस्ट बाइट ऑर्डर से नेटवर्क बाइट ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं दूसरे एंड पर अब डाटा प्राप्त करते हैं फिर जैसा आपका सिस्टम हो यानी लिटिल इंडियन और बिग इंडियन तो इस आधार पर इसे पुनः होस्ट बाइट ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रकार से आप देखिए कि दो भिन्न प्रकार के मशीन की वजह से जो इनकंसिस्टेंसी हो सकती है उसे हल किया जा सकता है तो इस प्रकार पोर्ट नंबर को होस्ट बाइट ऑर्डर से नेटवर्क बाइट ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाता है आप उदाहरण में देख सकते हैं क्योंकि आप कैसे एड्रेस वेरिएबल को इनीशिएट कर सकते हैं आप 3028 पर र्पोर्ट सेटअप करते हैं जिसे आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है इसके बाद आपके पास यह सिन फैमिली AF INET है जिसकी चर्चा हमने पहले ही की है लोकल ऐड्रेस लेने के लिए sin addraddr INADDR ANY है अगर आप चाहे तो आप कोई अन्य आईपी एड्रेस भी पुट कर सकते हैं लेकिन यह आईपी ऐड्रेस आपके नेटवर्क इंटरफेस के द्वारा प्रयोग किए गए आईपी एड्रेस के साथ मैच होना चाहिए इसके बाद यह सिन पोर्ट है जहां आप पोर्ट नंबर पर से नेटवर्क बाइट बाइट ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए फुल यह एच टूर एन एस कॉल मेक करते हैं सॉकेट कनेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए क्लाइंट साइड पर आप एक क्लाइंट एड्रेस क्रिएट करते हैं आप जैसा की स्लाइड में देख सकते हैं इस खास सॉकेट पर सर्वर लिसन कर रहा है इस लिसन फंक्शन में यहां यह 5 एक पैरामीटर है यह खास पैरामीटर यह इंडिकेट करता है कि जब कई क्लाइंट्स सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अधिकतम कितने कनेक्शन बैकलॉग्ड किए जा सकते हैं इसके बाद आप यह साइजऑफ़ एड्रेस वेरिएबल का लेते हैं जिसे आपने पहले डिक्लेअर किया है और एक एक्सेप्ट कॉल मेक करते हैं यह एक्सेप्ट कॉल सॉक एफडी लेगा जहां सॉकेट क्लाइंट एड्रेस को लिसन कर रहा हैक्लाइंट एड्रेस जो कि प्रोवाइड किया जाएगा जब क्लाइंट कनेक्ट होगा तब क्लाइंट का एड्रेस वेरिएबल में स्टोर होगा इसके बाद क्लाइंट एड्रेस का लेंथ है अब इस एक्सेप्ट कॉल को देखते हैं तो जब भी आप एक कनेक्शन की पहल कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया है सर्वर को हमेशा उस मोड में रहने की आवश्यकता होती है जहां यह इनकमिंग कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहा है और क्लाइंट को कनेक्शन के लिए पहल करने की आवश्यकता है तदनुसार हमारे पास दो प्रकार के कनेक्शन है एक्टिव ओपन और पैसिव ओपन जैसा कि मैंने बताया है कि सर्वर को अपने एड्रेस की घोषणा करने ओपन स्टेट में रहने और इनकमिंग कनेक्शन की प्रतीक्षा करने रहने की आवश्यकता है तो यह पैसिव ओपन है क्लाइंट तभी कनेक्शन ओपन करता है जब उसे डाटा ट्रांसफर करने की आवश्यकता है तो यह एक्टिव ओपन है और इसमें कनेक्शन की पहल क्लाइंट के द्वारा की जाती है आप स्लाइड में देख सकते हैं यह डाटा ट्रांसफर फॉर्मेट है हमारे पास सॉकेट के दो भिन्न प्रकार हैं पहला है स्ट्रीम सॉकेट और दूसरा है डाटा ग्राम सॉकेट स्ट्रीम सॉकेट में सॉकेट आईडेंटिफायर प्रोवाइड करते हुए आप रीड एवं राइट फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं यहां एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जब आप कनेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं तब आप एक नया सॉकेट आईडी प्राप्त कर रहे हैं आप नया सॉकेट आईडी क्यों प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि सर्वर एक सॉकेट पर लिसन कर रहा है अब जब क्लाइंट पहल कर रहा है तो यहां कई क्लाइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो एक साथ कनेक्ट कर रहे हो जब कई क्लाइंट एक साथ कनेक्ट करते हैं तब आपको अलग अलग क्लाइंट के लिए अलग अलग लॉजिकल पाइप क्रिएट करने की आवश्यकता है यह वस्तुतः सॉकेट एड्रेस के द्वारा इंडिकेट किया जाता है जोकि इस एक्सेप्ट सिस्टम कॉल द्वारा राइट किया गया है तो एक्सेप्ट सिस्टम कॉल एक एड्रेस रिटर्न करेगा और यह विशेष एड्रेस नए सॉकेट एफडी को असाइन किया जाएगा जब आप डाटा सेंड कर रहे हैं तब आप नए सॉकेट आईडी का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसने स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए एंड टू एंड स्ट्रीम या एंड टू एंड पाइप क्रिएट किया है फिर आप मैसेज सेंड करेंगे स्ट्रीम सॉकेट में देखते हैं तो बफर से डाटा रीड करने के लिए या बफर में डाटा राइट करने के लिए आप रीड या राइट फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं डाटा ग्राम सॉकेट में देखा जाए तो आप रिसीव फ्रॉम और सेंड टू फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं रिसीव फ्रॉम फंक्शन का प्रयोग सॉकेट से डाटा रिसीव करने के लिए और सेंड टू फंक्शन का प्रयोग सॉकेट को डाटा सेंड करने के लिए होता है Refer Slide time 2509 मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा यहां पर कुछ लिंक है जिनको आप सॉकेट प्रोग्रामिंग विस्तार में सीखने के लिए फॉलो कर सकते हैं मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप इन लिंक्स को देखें और सॉकेट का प्रयोग करते हुए अपना स्वयं का नेटवर्क प्रोग्रामिंग करना शुरू करें आइए जल्दी से सॉकेट प्रोग्रामिंग के कुछ डेमो देखते हैं पहले हम यूडीपी सर्वर को देखेंगे और फिर उससे संबंधित यूडीपी क्लाइंट को आइए पहले यूडीपी सर्वर को देखें यूडीपी सर्वर के लिए यह आपका कोड है यूडीपी सर्वर कोड में आप देख सकते हैं हमने यहां कुछ हेडर इंक्लूड किए हैं यह कुछ स्टैंडर्ड हेडर्स है जो हमें इंक्लूड करने हैं इसके बाद मेन फंक्शन में हम सब कुछ डिक्लेअर कर रहे हैं मेन फंक्शन में हम पहले सॉकेट को डिफाइन कर रहे हैं जो कि स्ट्रक्ट सॉक एडीडीआर इन structsockaddr in और संबंधित सर्वर एड्रेस है इसके बाद हम सॉकेट आईडेंटिफायर को डिफाइन कर रहे हैं और फिर पोर्ट नंबर को डिफाइन कर रहे हैं यह देखिए हम पहले सॉकेट सिस्टम कॉल मेक कर रहे हैं सॉकेट सिस्टम कॉल में आपके पास यह ए एफ आई नेट पैरामीटर है जो मैंने पहले बताया है और जिसे डाटा ग्राम सॉकेट में हमें स्पेसिफाई करने की आवश्यकता है हम इसे स्पेसिफाई कर रहे हैं क्योंकि हम यूडीपी सॉकेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और यह फाइनल पैरामीटर जो कि 0 के बराबर है यह 0 पैरामीटर इसे हम प्रोटोकॉल फील्ड के लिए सेंड करते हैं जिसे पहले दिखाया है एक पॉकेट क्रिएट हो गया तो उसके बाद अगर कोई एरर आता है तो हम एरर मैसेज प्रिंट करते हैं अन्यथा हम सर्वर ऐड्रेस डिक्लेअर करते हैं जैसा हमने पहले चर्चा की थी प्रोटोकॉल फैमिली में ए एफ आई नेट कॉमेडी क्लियर करते हैं एड्रेस को INADDR ANY जो कि इस मशीन का एड्रेस है और अंत में पोर्ट नंबर इसके बाद हम बाइंड सिस्टम कॉल मेक करते हैं फाइंड सिस्टम कॉल सॉकेट को संबंधित पोर्ट नंबर से बाइंड करता है जिसे हम कमांड लाइन अरगुमेंट में स्पेसिफाई कर रहे हैं इसके बाद हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं जिसे कहते हैं सेट सॉक ऑप्ट यह सेट सॉक ऑप्ट सॉकेट के लिए कुछ विकल्प सेट करने के लिए होता है जैसे यह जो हमने विकल्प सेट किया है वह है सो रीयूज एडीटीआर यह सो रीयूज एडीटीआर एक ही पोर्ट को कई कनेक्शंस के साथ प्रयोग करने में हमारी सहायता करेगा हालांकि यह सुरक्षित नहीं है लेकिन हम कभी कभी यह कर सकते हैं इसके बाद हम बफर डिक्लेअर कर रहे हैं जहां हम डाटा स्टोर करेंगे हम रिसीव बफर और डाटा की लेंथ डिक्लेयर कर रहे हैं क्लाइंट के लिए हम फिर से एड्रेस डिक्लेअर कर रहे हैं जो कि मैंने आपको दिखाया है एड्रेस जहां क्लाइंट वेरिएबल स्टोर होगा इसके बाद हम रिसीव फ्रॉम फंक्शन को मेक कर रहे हैं यूडीपी में आप देख सकते हैं हम इसमें कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं करते हमें कनेक्ट और एक्सेप्ट कॉल की आवश्यकता नहीं होती कनेक्ट और एक्सेप्ट कॉल टीसीपी सर्वर में स्पेसिफिक है यूडीपी सर्वर के लिए आप को कनेक्ट और एक्सेप्ट कॉल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यूडीपी में कनेक्शन इस्टैब्लिशमेंट नहीं होता सर्वर साइड पर जब आपने एक बार सॉकेट क्रिएट कर लिया तब आप क्या कर सकते हैं अब आप डाटा रिसीव करने के लिए सीधे तौर पर रिसीव फ्रॉम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और इस रिसीव फ्रॉम फंक्शन में क्लाइंट का विस्तृत ब्यौरा होगा यह क्लाइंट का एड्रेस है जो कि रिसीव फ्रॉम फंक्शन में स्पष्ट है अब जब आप डाटा रिसीव कर रहे हैं हम डाटा प्रिंट कर रहे हैं और सेंड टू कॉल को मेक कर रहे हैं यह सेंड टू कॉल संबंधित क्लाइंट को डाटा सेंड कर रहा है इस पूरे प्रकरण में पोर्ट सर्वर साइड पर है Refer Slide time 2937 आइए यूडीपी के लिए अब क्लाइंट साइड का कोड ओपन करते हैं यह यूडीपी के लिए क्लाइंट साइड का कोड है क्लाइंट साइड पर उसी तरीके से हम एड्रेस डिक्लेअर करते हैं जैसा सर्वर साइड पर किया था और जहां हम कनेक्ट करना चाहते हैं कमेंट लाइन से हम होस्ट नेम और पोर्ट यानी होस्ट नेम जोकि सर्वर नेम है तथा पोर्ट ऐड्रेस जहां पर सर्वर बाइंड हो रहा है इसके बाद क्लाइंट साइड पर AF INET डाटा ग्राम सॉकेट क्रिएट करते हैं इसके बाद हम सर्वर आईपी प्राप्त करते हैं इसके बाद सिन फैमिली प्रोटोकॉल के प्रयोग से हम सर्वर ऐड्रेस क्रिएट कर रहे हैं यह होस्ट एड्रेस है और यह सर्वर पोर्ट है क्लाइंट के द्वारा कमांड लाइन के माध्यम से वैल्यू प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसके बाद जब आपने एक बार सर्वर एड्रेस प्राप्त कर लिया है तो अब आपको पुनः कनेक्शन के पहल करने की आवश्यकता नहीं है आप सीधे तौर पर सेंड टू कॉल मेक करके डाटा सेंड कर सकते हैं तो यहां से हम एक सेंड टू कॉल मेक कर रहे हैं यह सेंड टू कॉल इस सॉकेट को डाटा सेंड कर रहा है जहां आप सर्वर एड्रेस देख सकते हैं जो कि हमने यहां स्पेसिफाई किया है इसके बाद आप डाटा सेंड कर रहे हैं और हम कुछ डाटा रिसीव कर रहे हैं क्लाइंट साइड से हम डाटा सेंड कर रहे हैं यह डाटा इस मैसेज के रूप में है " हैलो देयर" और क्लाइंट साइड से हम डाटा रिसीव कर रहे हैं हम वह डाटा रिसीव कर रहे हैं जो सेंडर के द्वारा रिटर्न किया गया है हमने यहां एक टेंपरेरी कैरेक्टर बफर डिक्लेअर किया है जहां आप देख सकते हैं इस स्ट्रीम बफर को सर्वर साइड से डाटा रिसीव करने के लिए हमने रिसीव फ्रॉम कॉल को मेक किया है इसलिए यहां सर्वर एड्रेस प्रोवाइड किया गया है इसके बाद यहां हम डाटा प्रिंट कर रहे हैं और यह क्लाइंट साइड कोड है आइए सर्वर और क्लाइंट साइड कोड को रन करते हैं यहां एक ही मशीन पर हम सर्वर साइड कोड और क्लाइंट साइड कोड को रन कर रहे हैं आइए पहले सर्वर को रन करते हैं हमारे सिंटेक्स के अनुसार हमें सर्वर को रन करना है और पोर्ट एड्रेस को स्पेसिफाई करना है जहां सर्वर बाइंड सिस्टम कॉल के द्वारा स्वयं को कनेक्ट करेगा आइए यहां हम पोर्ट नंबर 2333 देते हैं अब सर्वर रन कर रहा है अब क्लाइंट साइड पर हम क्लाइंट को रन कर सकते हैं चूकि हम सर्वर और क्लाइंट को एक ही मशीन में रन कर रहे हैं तो सर्वर का होस्ट नेम आप लोकल होस्ट दे सकते हैं पोर्ट 2333 पर आप सर्वर रन कर रहे हैं तो हम सर्वर पोर्ट 2333 इस प्रकार प्रोवाइड कर सकते हैं सर्वर को इसने एक मैसेज सेंड किया है आप देख सकते हैं सर्वर ने क्लाइंट से यह मैसेज रिसीव किया है और यह मैसेज वापस रिटर्न कर रहा है और क्लाइंट ने अब मैसेज रिसीव किया और यह प्रिंट किया है आप क्लाइंट को पुनः रन कर सकते हैं आप देख सकते हैं इसने मैसेज रिसीव किया है आप यहां एक बात नोट कर सकते हैं यह आप क्लाइंट आईपी और क्लाइंट पोर्ट प्रिंट कर रहे हैं क्लाइंट आईपी इस मशीन का लोकल आईपी है क्लाइंट पोर्ट यानी जब आप कई क्लाइंट रन कर रहे हैं तो क्लाइंट पोर्ट परिवर्तित होता है अब अगर क्लाइंट साइड को देखें तो रन टाइम के दौरान क्लाइंट स्वयं को अपने परिचित पोर्ट से बाइंड नहीं करता क्लाइंट यादृच्छिक रूप से पोर्ट एड्रेस का चुनाव करता है और उस पोर्ट ऐड्रेस से क्लाइंट ट्रांसफर की पहल करता है यही कारण है कि अलग अलग स्थिति में रन करने पर पोर्ट ऐड्रेस परिवर्तित होता रहता है अगर मैं इसे कई बार रन करता हूं तो अलग अलग रन टाइम पर पोर्ट ऐड्रेस परिवर्तित होता रहता है अलग अलग स्थिति में यह अलग अलग पोर्ट लेता है तो यह यूडीपी सर्वर और यूडीपी क्लाइंट का एक डेमो था जो कि संभवत सॉकेट प्रोग्रामिंग का सरलतम रूप है हम आपके साथ इसका कोड साझा करेंगे और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मशीन पर कोड को रन कर इसे ब्राउज़ करें और देखें क्या होता है और इसके विस्तृत अध्ययन की समझ ले अगली कक्षा में हम आपको टीसीपी सर्वर और टीसीपी क्लाइंटका डेमो दिखाएंगे तथा टीसीपी सर्वर और टीसीपी क्लाइंट के कुछ संस्करण देखेंगे आप की उपस्थिति के लिए धन्यवाद